व्याख्यान 67 असाइनमेंट 1 का हल समस्या संख्या 4 9 हम असाइनमेंट संख्या 1 को हल कर रहे हैं और इस शिक्षण में हम समस्या 4 से 9 को हल करेंगे समस्या संख्या 4 है कि यदि हमारे पास 2 अनंत लंबाई के बेलन हैजो एक दूसरे को ढक लेते हैंआच्छादित करते हैं तो चलिए 2 अनंत लंबाई के बेलन बनाते हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या R है तो यह त्रिज्या R का है एक बेलन आवेश घनत्व ले जाता है इसलिए चलिए यह काला वाला ले जाता है यह लाल वाला आवेश ले जाता है दोनों बेलन के अक्ष के बीच की दूरी a है और a2r है और इसलिए यहां एक आच्छादन है इसलिए दूरी a है आच्छादित क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है यह है जिसकी हम गणना करना चाहते हैं तो चलिए मैं इसे ऊपर से देखता हूं यदि मैं इसे ऊपर यहां से देखता हूं यहां एक बेलन है और यहां दूसरा बेलन है और यह आच्छादित क्षेत्र है जिसमें हम विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं तो इस आच्छादित भाग में विद्युत क्षेत्र कुल क्षेत्र E होगा जो विद्युत क्षेत्र E1जो धनात्मक आवेश के कारण है और E2विद्युत क्षेत्र जो ऋण आत्मक आवेश के कारण है उसका योग होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आच्छादित भाग में यह क्षेत्र कैसा दिखता है धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1किसी के बिंदु पर इस सदिश की दिशा में जा रहा है मैं इसे रेडियली बाहर की तरफ बनाता हूं और लाल के कारण क्षेत्र लाल सदिश की दिशा में दिखाया गया है इनके परिमाण का क्या चलिए उसकी गणना करते हैं चलिए एक धनात्मक आवेशित बेलन के मध्य से एक दूरी R1लेते हैं और इसलिए यह सदिश R1 है और ऋण आत्मक आवेशित बेलन के मध्य से ऋण आत्मक आवेश की दूरी चलिए यह सदिश R2 है और इनके कारण क्षेत्र E1 और E2इसलिए यह इनका सम होगा चलिए हम गोस के नियम से E1और E2 की गणना करते हैं तो यदि मैं एक दूरी r1से धनात्मक आवेशित बेलन की तरफ देखता हूं तो गोश के पहले नियम से समरूपता से E केवल रेडियल दिशा में होगा और इसलिए Eds संलग्न आवेश के बराबर होगा जो होगा यदि यह दूरी r है तो यह r12होगा यदि मैं लंबाई या बेलन की सतह से ऊंचाई लेता हूं 10 और E r पर हर जगह समान है इसलिए यह होगा E2r1l जो r1 2 0 l होगा शायद आप यह परिणाम आपकी 12वीं कक्षा से जानते हैं परंतु कोई नहीं चलिए ऐसे करते हैं तो दोनों तरफ से कट जाएगा दोनों तरफ से एक r1 रद्द हो जाएगा I दोनों तरफ से रद्द करता हूं और इसलिए E1 का परिमाणपाई रद्द कर दिया गया है यहां एक है माफ कीजिएगा E1r120और सदिशो के लिए क्योंकि यह रेडियल दिशा में है मैं लिख सकता हूं E सदिश r1 20सदिश ऋण आत्मक आवेश के लिए इसी तरह से क्षेत्र विपरीत दिशा में होगा परिमाण भी समान होगा और इसलिए E2 r2 20होगा मैं दोनों को जोड़ देता हूं और मुझे E r1r220परंतु r1r2 क्या है मैं इस चित्र की तरफ जाना चाहता हूं जिसमें दो बेलन एक दूसरे को ढके हुए हैं r1r2यह सदिश a है यह सदिश धनात्मक आवेशित बेलन से ऋण आत्मक आवेशित बेलन तक है इसलिए यह a20 के बराबर है यह आच्छादित भाग के लिए बहुत अच्छा परिणाम है मेरे पास स्थिर विद्युत क्षेत्र है इस बात से पृथक कि मैं किस बिंदु पर हूं और इसका परिमाण a20 है आगे मैं प्रश्न संख्या 5 को हल करता हूं जो कहती है कि सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस फंक्शन f से बताया गया है जो x y z का फंक्शन है वह बराबर है x2x इकाई सदिश6xyz yइकाई सदिशz2x zइकाई सदिश डायवर्जेंस क्या है हम f का डायवर्जेंस निकालना चाहते हैं जो है x दिशा में x का आंशिक अवकलन y दिशा में y का आंशिक अवकलन z दिशा में z का आंशिक अवकलन x2x6xyz yz2x z जिसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूं मैं इसे एक बार में अच्छी तरह से हल करता हूं और आप देख सकते हैं कि इसका सिर्फ तभी मतलब है जब आप x घटक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलनy घटक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और z घटक का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेते हैंलेकिन अभी के लिए हम इसे पूरा करते हैं अब हम xddx जो हमें 2x x6yz y z2z yy पहला पद मुझे x दिशा में 0 देगा 6xz y दिशा में 0 वापस सेz zपहला पद हमें 0 देता हैदूसरा पद 6xyy 2zx z की दिशा में अब मैं अदिश गुणा करता हूं तो मुझे अंतिम उत्तर 2x मिलता है क्योंकि xy 0 हैं xz भी 0 हैं 6xz2zx जो कि z घटक का z अवकलज y घटक का y अवकलज और x घटक के x अवकलज को जोड़ने पर मिलता है समस्या नंबर 6 जो कहती हैं यदि सदिश क्षेत्र A x yz का डाइवर्जंस है 2x xदिशा मेंy yदिशा में 3z zदिशा में यदि यहां डायवर्जन 0 है तो में क्या संबंध होगा अब हम A का डायवर्जेंस लेते हैं जो x x के सापेक्ष x काआंशिक अवकलनy y के सापेक्ष y का आंशिक अवकलनz z के सापेक्ष z का आंशिक अवकलन 2x xy y 3z zजो कि बराबर है तो केवल x के सापेक्ष x काआंशिक अवकलन यह होगा 2 30 इसलिए यह संबंध है यदि डाइवर्जंस 0 है जो मैंने आपको असाइनमेंट में उत्तर दिया था उसके संबंध में 3620 प्रश्न संख्या 7 एक विद्युत क्षेत्र के लिए आवेश वितरण दिया गया है जैसा कि इस विद्युत क्षेत्र के लिए आवेश वितरण आपको r के रूप में दिया गया है जो गोलिय दूरी हैगोलिय ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली का उपयोग किया गया है Ce rr3 r सदिश अर्थात यदि मैं r के लिए या r के पद के रूप में इसकी निर्भरता की गणना करूं तो यह Ce rr2 होगी क्योंकि यह रेडियल दिशा में है इसलिए r2 आएगा क्योंकि इस r सदिश का परिमाण r है अब हम क्या जानना चाहते हैं यदि हम मूल बिंदु के पास त्रिज्या का एक छोटा गोला लेते हैं तो इस गोले के अंदर आवेश दिया जाता है जिसकी सीमा है 0 इसलिए हम गौस का नियम लागू करेंगे जो कहता है कि Eds Qसंलग्न0है और हम क्या कर रहे हैं कि हम मूल ले रहे हैं और एक बहुत छोटा गोला यहां पर ले रहे हैं ds पूरा रेडियल होगा इसलिए मैं Eds कोce r r2rइकाई सदिशds लिख सकता हूं जो 4r2होगा और सभी दिशा में रेडियल होगा यदि आप इसे वास्तव में और अच्छी तरह लिखना चाहते हैं तो मैं r इकाई सदिशd r2लूंगा जो वास्तव में यहां क्षेत्र का बहुत छोटा भाग है यहां यह r इकाई सदिश ce r2 r2आता है और क्योंकि यह और निर्भर नहीं करता है मैं इसे 4 लिख सकता हूं इसलिए वास्तव में 4ce rहै r2 कट जाता है जो Qसंलग्न0के बराबर है इसलिए Qenclosed 4Ce r x 0है यदि r बहुत छोटा है तो r जो कि 0 की ओर जा रहा है यह 4 C0होगा इसका यह मतलब है कि इसके मूल पर एक विद्युत आवेश है क्योंकि भले ही मैं इस त्रिज्या को और छोटा करता हूं और छोटा करने पर इसकी सीमा 0 की तरफ जाती है तब भी यह एक सीमित आवेश 4 C0 रखता है इसका मतलब है कि मूलतः इसके मूल पर 0 पर एक बिंदु आवेश है प्रश्न संख्या 8 विद्युत क्षेत्र के लिए हम पुनः इस विद्युत क्षेत्र Erपर आते हैं जो ce rr3r सदिश के बराबर है एक छोटी त्रिज्या के शेल द्वारा फ्लक्स छोटी नहीं बड़ी R त्रिज्या के शेल द्वारा फ्लक्स जिसकी सीमित मोटाई dr है इसलिए हम एक शैल ले रहे हैं जिसकी त्रिज्या R और मोटाई dr है इसके द्वारा कितना फ्लक्स होगा ध्यान दें इस स्थिति में जब मैं इस आयतन की बात कर रहा हूं जिसे मैं लाल के द्वारा छायांकित कर रहा हूं यहां दो सतह हैं इसलिए कुल फ्लक्स आंतरिक सतह और बाहरी सतह से जाने वाले फ्लक्स के बराबर होगा आंतरिक सतह में यदि मैं आंतरिक सतह की तरफ देखता हूं तो क्षेत्र सदिश अंदर की तरफ आ रहा है क्योंकि क्षेत्र सदिश हमेशा आयतन के बाहर जाता हुआ लिया जाता है तो इसलिए क्षेत्र सदिश वास्तव में r इकाई सदिश दिशा में है दूसरी तरफ बाहरी सतह पर जिसे मैं लाल द्वारा बनाऊंगा क्षेत्र सदिश r दिशा में है मैंने पिछली समस्या में पहले ही गणना कर ली थीजब मैंने Eds किया s को तात्विक सदिश इसको क्षेत्र सदिश लेते हुए जो इस गोले की तरफ आता है यह आया 4ce r यह यही है आंतरिक सतह के लिए मैं इसे हरे से लिखता हूं क्योंकि ds सदिश विपरीत दिशा का संकेत कर रहा है इसलिए आंतरिक सतह के लिए Eds 4ce rहोगा क्योंकि सदिश विद्युत क्षेत्र सदिश बाहर की तरफ जा रहा हैउस दिशा में जा रहा है जो नीली रेखाएं बता रही हैं और ds सदिश इसके ठीक 180 डिग्री विपरीत है और बाहरी सतह के लिए Eds4ce RdRहोता है मैं इस छोटे r को बड़े R से बदलता हूं इस छोटे r को हटा दें और इसे बड़े R से बदल दे क्योंकि हम यह त्रिज्या R के लिए कर रहे हैं और मैं दोनों को जोड़ देता हूं कुल फ्लक्स होगा क्योंकि dr अति सूक्ष्म है मैं इस घातांक को e Re dRलिख सकता हूं इस तरह से और तब मैं इसे इस तरह विस्तृत करूंगा e r और फिर अधिक घात के पद इसलिए पहले घात के लिए फ्लक्स 4ce रद्द हो जाएगा और मुझे 4ce RdR मिलेगा यह इस r त्रिज्या और dr मोटाई की शैल के द्वारा फ्लक्स है यह उत्तर है प्रश्न संख्या 9 विद्युत क्षेत्र Erके लिए आवेश घनत्व हैं जो कि ce rr3r सदिश है हम गोस के नियम से आवेश घनत्व जानना चाहते हैं अब मैं E का डाइवर्जंस लेकर सीधे डाइवर्जंस प्रमेय का उपयोग कर सकता हूं परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा चलिए शैल की तरफ देखते है कि शैल के पास आवेश घनत्व क्या है हमने पहले ही इसके द्वारा फ्लक्स की गणना कर ली है इसलिए इस शैल के द्वारा फ्लक्स कुछ नहीं होगा बल्कि 4ce rdrऔर यह संलग्न आवेश0माना जाता है संलग्नआवेश शैल का आयतन होगा 4r2dr0 दोनों तरफ देखिएआप इस rको काट सकते हैं हम d r को नहीं रद्द करते हैं यहr की तरह आएगा हम इसे रद्द कर देते हैं4 रद्द हो जाता है अंत में आपको c0e rr2मिलता है यहां 0r2 यह आवेश घनत्व हैजब आप r0 से दूर होते हैं मैंने पहले ही प्रश्न संख्या आठ में यह बताया था प्रश्न संख्या 7 में कि यहां एक केंद्र पर एक बिंदु आवेश है ठीक क्योंकि जैसे आप केंद्र की तरफ जाते हैं विद्युत क्षेत्र 1r2के जैसा होता जाता है क्योंकि e r 1 होता है और इसलिए वहां एक अतिरिक्त आवेश घनत्व होता है जिसका परिमाण 4c0था और इसलिए आवेश घनत्व rहोगा क्योंकि यह बिंदु आवेश है इसलिए इस विद्युत क्षेत्र का कुल आवेश घनत्व 4c0r c0r2e rहोगा और यह आप का उत्तर है